छात्रों का स्वागत हैं हम पिछली कक्षा में क्रेडिट लाभ क्या होगा और निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए अब हम दीर्घकालिक नीति परिवर्तन के बारे में बात करते हैं यह अल्पकालिक परिवर्तन नहीं है दीर्घकालिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन जो अगले एक या दो वर्षों तक स्थिर रहेगा फिर हम बाजार की स्थिति की समीक्षा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्रेडिट का उपयोग करना होगा लेकिन इसका उपयोग एक अलग तरीके से अलग शैली में किया जाना है और हमने केवल वेरिएबल का स्तर बढ़ जाएगा क्योंकि आपको अधिक खरीदना होगा क्योंकि हम स्थायी आधार पर बाजार में अधिक से अधिक उत्पादन करने जा रहे हैं तो आपको अधिक उत्पादन करना होगा आपको इन्वेंट्री में निवेश में कुल परिवर्तन या कुल वृद्धि का मूल्यांकन करना होगा और फिर हम उसे देखेंगे उसी के परिणामस्वरूप हमने बढ़ा दिया माफ़ करना हमने लंबी अवधि के आधार पर ऋण नीति में ढील दी शुद्ध परिणाम क्या होने वाला है इसके अलावा निवेश की लागत क्या थी संग्रह लागत तो है ही हमारी खराब ऋण लागत भी बढ़ गई इसलिए कई कई कारक बदलते रहेंगे और दीर्घकालिक आधार पर नीति परिवर्तन का मूल्यांकन करते समय उन सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए और जो हमने किया उसकी तुलना में यह पूरी तरह से अलग होगा और हमने पिछली कक्षा में अल्पकालिक नीति परिवर्तन का मूल्यांकन करने के बारे में क्या सीखा केवल थोड़ी देर के लिए या छोटी अवधि के लिए क्रेडिट को बदलना पूरी तरह से अलग है और एक अलग स्थिति बनाने जा रहा है तो दीर्घकालिक परिवर्तनों का मूल्यांकन कैसे करें फिर से हमें एक और मामले की मदद लेनी चाहिए और यह मामला काफी दिलचस्प है और यह कई कारकों को ध्यान में रखने वाला है और अंत में हम यह जानने जा रहे हैं कि यदि फर्म नीति में बदलाव किए जाने की उम्मीद है तो महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किया जाना चाहिए और निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए ठीक है इसलिए हमारे पास यहां एक और मामला है और यह मामला काफी व्यापक है और यह लगभग कई कारकों को ध्यान में रखता है तो मामला क्या है आइए हम स्थिति के लिए मामले को समझते हैं उद्योग का वर्तमान आकार जिसमें कंपनी का नाम घामा लिमिटेड है का संचालन 5000 करोड़ रुपये है 5000 करोड़ जो प्रति वर्ष 10 की दर से बढ़ रहा है उद्योग समग्र रूप से बढ़ रहा है वह बाजार 10 की दर से उस उद्योग के उत्पाद के लिए बढ़ रहा है तो 5000 करोड़ आज है और 10 प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है घामा लिमिटेड में 10 की दर से 20 की वृद्धि है और घामा लिमिटेड की 20 बाजार हिस्सेदारी है जो 1000 करोड़ रुपये का है 5000 करोड़ में से 1000 करोड़ घामा लिमिटेड के पास है इसकी इच्छा बाजार हिस्सेदारी को 5 तक बढ़ाने की है सही है 20 से 25 तक वे बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हैं विभिन्न रणनीति योगों की मदद से कंपनी शर्तों पर नहीं लेकिन उन्हें क्रेडिट में छूट का मौजूदा ग्राहकों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा है ना मौजूदा ग्राहक कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं और यदि आप उनके लिए ऋण अवधि भी बढ़ा रहे हैं दूसरों के समान इसके बाद भी उनके पास वही स्थितियां हैं स्थिति वही है संग्रह विभाग की लागत 5 करोड़ है वर्तमान में संग्रह विभाग की लागत 5 करोड़ है जिसे कंपनी में छूट के बाद वृद्धि होने की उम्मीद है यह खराब ऋण घाटे में वृद्धि का कारण हो सकता है नए ग्राहकों के लिए नए ग्राहक क्योंकि वे पहली बार आजमाए जाने वाले हैं क्योंकि वे मौजूदा ग्राहक नहीं हैं जब हमने पहली बार कोशिश की इसका मतलब है कि समस्या होने वाली है कंपनी खराब ऋण घाटे का सामना करने जा रही है कुल मिलाकर असर होने की उम्मीद है 1 खराब ऋण घाटे के मुकाबले 13 तो खराब ऋण घाटा 1 से बढ़कर 13 हो सकता है बिक्री की लागत घटकर 78 हो जाएगी 80 के वर्तमान स्तर से बिक्री बढ़ने की आर्थिक स्थितियों के कारण बिक्री की कुल लागत घटकर 78 हो जाएगी 80 के वर्तमान स्तर से बिक्री बढ़ने की आर्थिक स्थितियों के कारण इसलिए बिक्री की लागत वर्तमान में 80 है लेकिन जब आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं और उनकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है और बाजार में अधिक बेच रहा है उत्पादन की आपकी लागत कम हो जाएगी या बिक्री की लागत 80 से घटकर 78 हो जाएगी चालू असेट्स में निवेश बढ़ने वाला है अन्य मौजूदा असेट्स में निवेश को नहीं बढ़ाएगा

करंट लायबिलिटीज वर्तमान देनदारियों से उपलब्ध होगा सहज वित्त से दूसरों की व्यवस्था करनी होगी इन्वेंट्री में छूट देनी चाहिए उस अतिरिक्त निवेश के परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत होगी अतिरिक्त नुकसान होगा इसके बावजूद कि कंपनी का सवाल है आपकी बाजार हिस्सेदारी 20 है आप 5 बढ़ाना चाहते हैं जो एक बहुत बड़ी राशि है 5000 करोड़ के बाजार में 5 जो 10 की दर से बढ़ रहा है बाजार में हिस्सेदारी 5 बढ़ाना यह एक बहुत बड़ा काम है

इसलिए कंपनी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी या नहीं इसका वे मूल्यांकन कर रहे हैं ये सभी संभावनाएं और प्रस्ताव हैं और शुद्ध परिणाम क्या होगा यह विस्तृत विश्लेषण के बाद देखना होगा तो अब हम विश्लेषण करते हैं यहाँ विश्लेषण करने का तरीका थोड़ा अलग है यहाँ पहले हमें मूल्यांकन करना होगा कुल वर्तमान असेट्स अवधि बढ़ाने की जानकारी है बुरा ऋण नुकसान की जानकारी हमारे साथ है और उस संग्रह विभाग की लागत की जानकारी हमारे पास है लेकिन अवसर लागत 20 है और वह लागत कितनी होगी अगर हमारे पास कुल निवेश की जानकारी होगी तो हमारे लिए यह संभव होगा हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि जब हम खाते रिसिवेबल्स स्तर अगले स्तर पर होने जा रहे हैं इसलिए हमें पहले विश्लेषण शुरू करना होगा कुल मौजूदा असेट्स में निवेश 23105 करोड़ के वर्तमान स्तर से 31899 करोड़ होने की उम्मीद है अकाउंट्स अवधि बढ़ाते हैं और कुछ अन्य कारकों के कारण तो चलिए हम इस विश्लेषण को करते हैं और सीखते हैं कि दीर्घकालिक नीति परिवर्तनों का मूल्यांकन कैसे करें इसलिए हम क्रेडिट खातों में निवेश की गणना करने जा रहे हैं यह हमें करना पड़ेगा अन्य हमारे लिए उपलब्ध है खाता रिसिवेबल निवेश के अलावा अन्य हमारे लिए उपलब्ध है इसलिए हमें इसे दो स्तरों पर करना होगा पहली बात है विवरण सही तब विक्रय मूल्य और लागत मूल्य पर निवेश होता है और हमें लागत मूल्य और विक्रय मूल्य पर मूल्यांकन करना होगा और राशि रुपये में है करोड़ यह भी हमारे साथ उपलब्ध है इसलिए हमें यह देखना होगा कि विक्रय मूल्य पर मौजूदा निवेश क्या है मौजूदा बाजार हिस्सेदारी 1000 करोड़ है और हम जो क्रेडिट की अवधि 60 दिन है इसलिए यह 365 द्वारा विभाजित लागत मूल्य पर है इसलिए यहां कितना निवेश होता है यदि आप हल करते हैं तो यह 164 जैसा कुछ है यह 16438 है और यहां यह निवेश कितना है यह निवेश 13185 करोड़ है तो इसका मतलब है कि यह निवेश माफ़ करना यह 85 नहीं है लेकिन यह कुछ अलग है यह 50 है 13150 करोड़ यह निवेश का विकास है है ना दो निवेश हैं जो मौजूदा हैं यह बिक्री मूल्य पर है हमने निवेश किया था या हमें 16438 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है और लागत मूल्य हम निवेश कर रहे हैं 13150 करोड़ अब निवेश का अनुमान है सही है अतिरिक्त कितना आवश्यक है तो हम अपने बाजार में हिस्सेदारी की कितनी उम्मीद कर रहे हैं वह 1375 है यदि आप इसे देखते हैं तो बाजार में हिस्सेदारी क्या थी यदि आप बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं जो यह है कि हम इस स्तर पर बढ़ रहे हैं और हम बाजार में 25 तक वृद्धि करना चाहते हैं और बाजार भी 20 की दर से बढ़ रहा है तो हमारा कुल बाजार हिस्सा बन जाएगा यह 1375 करोड़ हो जाएगा अगर आप इसे 25 तक ले जाते हैं तो यह 1000 क्या होगा अब यह 1375 करोड़ हो जाएगा और क्रेडिट अवधि कितनी 90 दिन सही होने वाली है 365 से विभाजित यह 90 दिन है 365 और यहाँ यह लागत मूल्य पर कितना है यह 1375 है गुना कितनी कीमत है अब वह 80 से घटकर 78 हो जाएगा 078 को 90 से गुणा करें 365 से विभाजित करें सही इसलिए यह निवेश का नया स्तर बनने जा रहा है जिससे हमारी बाजार हिस्सेदारी 1000 से बढ़कर 1375 करोड़ हो जाएगी क्रेडिट अवधि 60 से 90 दिनों तक बढ़ जाएगी लेकिन बिक्री मूल्य हम 1375 के रूप में ले रहे हैं और लागत मूल्य पर हम 1375 का 78 ले रहे हैं क्योंकि लागत 80 से घटकर 78 होने की उम्मीद है लेकिन क्रेडिट के अलावा यह 31899 करोड़ होने जा रहा है दोनों स्तरों पर क्योंकि हम बिक्री मूल्य या लागत मूल्य पर अन्य रिसिवेबल्स में निवेश को हल कर दिया है विक्रय मूल्य पर निवेश यह होगा लागत मूल्य पर निवेश यह होगा मौजूदा स्तर पर यह निवेश 16438 करोड़ रुपये है हमने निवेश किया है यदि आप बिक्री मूल्य पर मूल्यांकन कर रहे हैं और 13150 करोड़ हमने पहले ही क्रेडिट में हल कर लिया है अन्य करंट असेट्स तैयार करना होगा

तो इसके लिए हमें यह विश्लेषण करना चाहिए इसलिए हम इसके लिए आगे बढ़ें एक स्टेटमेंट भी लेना है ठीक रिसिवेबल्स को ढीला करने जा रहे हैं तो हमारी अतिरिक्त बिक्री होने वाली है हम अतिरिक्त बिक्री करने जा रहे हैं तो यह बिक्री की मार्जिनल को बंद करते हैं और मौजूदा स्तर क्या था यह 1000 से 11 गुणा 080 गुणा था ठीक यह वह प्रॉफिटेबिलिटी थी हमारी कुल बिक्री 1000 करोड़ थी और बिक्री की लागत 80 थी तो उस स्थिति में यदि आप यहाँ लाभ देखते हैं लाभ वही है सही है अर्थात् रुपये 10250 और 10250 सही यह एक ही लाभ है जो दोनों स्तरों पर होने जा रहे हैं यह जानने के बावजूद कि लाभ वही रहेगा दोनों स्तरों पर 10250 चाहे रिसिवेबल में निवेश लागत पर विचार किया जाता है या इसे विक्रय मूल्य पर माना जाता है यह केवल निवेश लागत को प्रभावित करेगा लेकिन मुनाफे को प्रभावित नहीं करेगा दोनों स्तरों पर मुनाफा 10250 हो रहा है चाहे हम लागत मूल्य पर या बिक्री मूल्य पर अकाउंट शामिल है कितना निवेश होने वाला है अब जब रिसिवेबल्स में 23168 पर होगा यह वह निवेश है जो हमें दिया जाता है तो कुल निवेश कितना हो जाएगा यह 23168 पुराना है और नया 33904 करोड़ होगा तो यह वह निवेश है जिसकी हम यहां गणना कर रहे हैं और वह शुद्ध करंट असेट्स में अतिरिक्त निवेश क्या होगा वह 23168 प्लस 26445 होगा यह रिसिवेबल्स में नया निवेश है हम यहां जो निवेश कर रहे हैं यह 26445 है तो अब आपको यहां कितना समझना है 26445 करोड़ है निवेश तो यह नया निवेश माइनस के निवेश में था पहले यह निवेश था और यदि आप उस निवेश को देखते हैं जिसकी गणना अब हमने की थी यह 16438 था और अगर आप इस निवेश को देखें लागत मूल्य पर यह 1315 है और विक्रय मूल्य पर यह 16438 था इसलिए यदि आप इस कुल निवेश की गणना करते हैं वह 23168 प्लस 26445 है यह अतिरिक्त निवेश है नया निवेश और मौजूदा निवेश क्या था तो अगर आप हमारे द्वारा किए जा रहे अतिरिक्त निवेश के बारे में बात करते हैं यह है यह माइनस लागत पर मूल्यवान हैं अगली बात यह है कि जब रिसिवेबल्स में निवेश इसलिए यह फिर से 23168 होने जा रहा है और इसके अलावा यह 339 33904 माइनस 16781 और 16438 होने जा रहा है इसलिए हम इसे 16438 ले रहे हैं यह यहाँ निवेश है और अगर आप इस निवेश को देखें यह निवेश कैसे हल हुआ रिसिवेबल्स में भिन्न होगा यदि वे लागत पर मूल्यवान हैं और उनका मूल्यांकन विक्रय मूल्य पर किया जाता है जबकि मौजूदा असेट्स के लिए निवेश स्तर बदल रहा है इसलिए जब हमने इसे संज्ञान में लिया है हमने देखा है कि ढीली क्रेडिट में निवेश 23853 करोड़ होगा इसलिए हम दोनों निवेशों के लिए हल कर चुके हैं लाभ भी दोनों स्तरों के लिए हल किया गया है निवेश जो हमने हल किया है वह है 19682 जब लागत मूल्य पर रिसिवेबल्स बिक्री मूल्य पर मूल्यवान हैं इस निवेश की कुल लागत क्या होने जा रही है सभी पहलुओं में निवेश लागत खराब ऋण घाटे संग्रह लागत अपॉर्चुनिटी लाभ जो कि 1025 करोड़ है और फिर हमें यह देखना होगा कि लागत मुनाफे से कम है या नहीं तब हम क्रेडिट लागत मूल्य पर मूल्यवान हैं और बिक्री मूल्य पर मूल्यवान लागत की गणना कैसे करें और इसकी तुलना कैसे करें और अंतिम निर्णय कैसे लिया जाए इसके बारे में मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूंगा